और पहले यूनिट में हमने देखा कि जटिल इंजीनियरिंग समस्याओं की प्रकृति क्या है और हमने ध्यान दिया कि वे अंत अध्याय की कठिन समस्याओं से काफी अलग हैं क्योंकि समस्याएं सरल और कठिन हो सकती हैं लेकिन एक कठिन समस्या एक जटिल इंजीनियरिंग समस्या नहीं बनती है एक प्रशिक्षक के रूप में यह एक बात है जिसे याद रखना है और NBA द्वारा पहचाने गए 12 प्रोग्राम आउटकम्स में से पहले 5 प्रमुख रूप से टेक्निकल प्रकृति के हैं और यही कारण है कि हमने उन्हें पहले 5 के रूप में एक समूह में वर्गीकृत किया टेक्निकल प्रकृति में और यहां तक कि इस टेक्निकल आउटकम्स में हमने आगे उल्लेख किया कि इन POs के कुछ तत्वों को वर्तमान इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स द्वारा संबोधित किया जाता है यह जानबूझकर नहीं किया जा सकता है लेकिन किसी भी तरह से इस अवधि में पूरे सिस्टम ने खुद को समायोजित किया है यहां तक कि इन 5 POs के कई प्रमुख तत्वों को अनदेखा करने के लिए तो वही है जो हमने पिछले मॉड्यूल वास्तव में पिछली यूनिट में ध्यान दिया था अब वर्तमान यूनिट इसका परिणाम PO6 से PO12 तक शुरू होने वाले प्रोग्राम आउटकम्स की प्रकृति और महत्व को समझना है कि वे किस तरह से एक स्नातक इंजीनियर के लिए प्रासंगिक हैं यही इस विशेष यूनिट का लक्ष्य है अब PO6 को इंजीनियर और सोसायटी के रूप में चिह्नित किया गया है बयान में कहा गया है कि प्रासंगिक ज्ञान द्वारा सूचित तर्क को लागू करने के लिए व्यावसायिक इंजीनियरिंग अभ्यास के लिए प्रासंगिक सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कानूनी और सांस्कृतिक मुद्दों और परिणामस्वरूप जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करें इसमें कई तत्व हैं यदि आप प्रासंगिक ज्ञान को देखते हैं तो इसका क्या मतलब है हमें समझने की आवश्यकता है और हमारे पास सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कानूनी और सांस्कृतिक मुद्दों जैसे अन्य तत्व हैं और जिम्मेदारियां पेशेवर इंजीनियरिंग अभ्यास के लिए हैं इसलिए इसमें कई कीवर्ड हैं अब यह इंजीनियरिंग के विद्यार्थी के लिए प्रासंगिक क्यों है यदि आप ध्यान दें तो टेक्नॉलजी सामाजिक परिवर्तन का कारण और प्रभाव दोनों है इसका मतलब है कि एक टेक्नॉलजी सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सकती है और एक सामाजिक परिवर्तन नई टेक्नॉलजी को प्रोत्साहित या अस्तित्व में ला सकता है और जो लोग सामाजिक उपयोग में टेक्नॉलजी लाते हैं वे इंजीनियर हैं इंजीनियर समाज के लाभ के लिए उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और हर उत्पाद के साथ आपके पास सभी मुद्दे हैं जैसे कि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कानूनी और सांस्कृतिक मुद्दे सभी उत्पादों और सेवाओं के लिए और उसके शीर्ष पर वे संदर्भ पर निर्भर हैं वे सार्वभौमिक नहीं हैं और उस हद तक जब आवेदन करना है जब वे महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक इंजीनियर को समझने की जरूरत है क्योंकि वे संदर्भ पर निर्भर हैं तो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के संदर्भों में लोगों समाज के लिए उत्पादों और सेवाओं के संबंधों का अनुभव या समझने की आवश्यकता है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आप देख सकते हैं कि पहले रेडियो एक प्रमुख चीज थी इसके बाद TV एक प्रमुख चीज थी अब एक सेलफोन एक प्रमुख बात है और यदि आप एक को देखते हैं तो आप क्या कारण और प्रभाव संबंध कह सकते हैं परस्पर संबंधों को हम सेलफ़ोन और समाज कहते हैं और यही कि एक इंजीनियर को कम से कम उस पर संवेदना महसूस करने की जरूरत है इसके अलावा हम इसे कैसे संबोधित कर सकते हैं एक तरीका यह है कि केस स्टडीज को कुछ कोर्सेस में शामिल किया जा सकता है जो विद्यार्थियों के ध्यान को उत्पादों सेवा लोगों के संबंधों की संख्या में लाएगा और मूल्यांकन उसकी जिम्मेदारियों के बारे में विद्यार्थी की धारणा के संदर्भ में हो सकता है क्योंकि केस स्टडी को प्रस्तुत करना आसान है लेकिन आप कैसे जानते हैं कि वह संवेदनशील हो चुका है इसलिए आपको ऐसा मूल्यांकन तैयार करना होगा जो उसकी जिम्मेदारी के प्रति विद्यार्थी की धारणा के अनुसार हो परियोजनाओं के लिए मूल्यांकन रुब्रिक्स में इंजीनियर सोसायटी इंटरैक्शन के तत्व शामिल हो सकते हैं यदि आप मूल्यांकन रूब्रिक्स को शामिल नहीं करते हैं तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस इंजीनियर सोसायटी इंटरैक्शन को प्रोजेक्ट के माध्यम से संबोधित नहीं किया जाएगा और टेक्नॉलजी सोसायटी इंटरैक्शन पर पाठ्यक्रम हो सकते हैं और फिर से इसे पाठ्यक्रम डिजाइन में वापस लाता है और जो इन कोर्सेस को डिजाइन करेगा और जो इन कोर्सेस की पेशकश करेगा पता करने के लिए एक काफी मुश्किल मुद्दा है कुछ कोर्सेस जैसे ऊर्जा और समाज पानी और समाज या केवल जटिलता आवास स्थिरता कुछ उदाहरण हैं जो इस विशेष PO को संबोधित कर सकते हैं और विशिष्ट गतिविधियां जिनके द्वारा PO6 को संबोधित किया जा सकता है प्रासंगिक प्रोफेशनल समाज के लक्ष्यों और कार्य को समझें क्योंकि उनका प्रोफेशनल समाज आम तौर पर प्रोफेशनल और नैतिक तरीके के बारे में बात कर सकता है जिसमें व्यवसायी को कम से कम अभ्यास करना होगा यदि आप लक्ष्यों से परिचित हैं और प्रासंगिक प्रोफेशनल समाज के कामकाज इस PO के कुछ आयामों को समझ सकते हैं कब और कहाँ इंजीनियरों ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से समाज के साथ बातचीत की पहचान करें आप एक विशेष उदाहरण दे सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं विद्यार्थियों को इस प्रकृति का अभ्यास करने के लिए कहें एक प्रोफेशनल अभ्यास द्वारा निहित जिम्मेदारियों को समझें ये कुछ गतिविधियाँ हैं एक और कई गतिविधियों के साथ आ सकता है जो इस PO6 के कुछ तत्वों को संबोधित करेंगे अब PO7 में आ रहा है यह थोड़ा और आसानी से समझा जा सकता है विशेष रूप से वर्तमान में पर्यावरण और स्थिरता सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भों में प्रोफेशनल इंजीनियरिंग समाधानों के प्रभाव को समझें और स्थायी विकास की आवश्यकता के ज्ञान का प्रदर्शन करें इसलिए कीवर्ड पर्यावरण और स्थिरता हैं किसी अर्थ में दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं लेकिन फिर भी विद्यार्थी को पहले सतत विकास की आवश्यकता को समझना चाहिए एक ऐसी दुनिया में जो संसाधनों के सीमित होने के साथ तेजी से बढ़ती हुई आबादी है इसलिए व्यापार करने का मौजूदा तरीका और वर्तमान में रहने का तरीका टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह कई लोगों द्वारा बार बार कहा जा रहा है लेकिन क्या हम इसके प्रति संवेदनशील हैं जिसका कुछ प्रभाव हो सकता है कि हम अपने पेशे के साथ साथ अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और विद्यार्थी को लोगों और पर्यावरण पर इंजीनियरिंग समाधान के प्रभाव को समझना चाहिए दोनों की आवश्यकता है विद्यार्थी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सतत विकास से क्या हो सकता है उदाहरण के लिए इन तीन आवश्यकताओं के आसपास कोई भी कुछ गतिविधियों का निर्माण कर सकता है तो इस PO को एक बार फिर केस स्टडी के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है इसके अलावा टेक्नोलॉजी और समाज पर कोर्स और स्थिरता पर कोर्स हो सकता है मामले के अध्ययन को कुछ पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है जो विद्यार्थियों के ध्यान को स्थिरता के मुद्दों पर लाएगा मूल्यांकन स्थिरता पर इंजीनियरिंग समाधान के प्रभाव के बारे में विद्यार्थी की धारणा के रूप में हो सकता है तो पहले के PO की तरह यहां भी केस स्टडीज के माध्यम से आप केस स्टडी प्रस्तुत कर सकते हैं और विद्यार्थी को वह करने के लिए कह सकते हैं जिसे आप कहते हैं कि स्थिरता पर इंजीनियरिंग समाधानों के प्रभाव की उसकी धारणा पूछें अब आप किस प्रकार की गतिविधियाँ कर सकते हैं समझें कि स्थायी विकास क्या है पर्यावरण और स्थिरता पर दी गई टेक्नोलॉजी के प्रभाव को समझें पर्यावरण और स्थिरता पर किसी दिए गए इंजीनियरिंग समाधान के प्रभाव का विश्लेषण करें हम या तो बड़े लोगों के बारे में या छोटे इंजीनियरिंग समाधानों के बारे में बात कर सकते हैं और फिर पर्यावरण और स्थिरता पर उनके प्रभाव के बारे में बात कर सकते हैं यह हो सकता है इस तरह के अभ्यास एक युवा विद्यार्थी को परेशान कर सकते हैं जब वे पर्यावरण और स्थिरता पर प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन यही वह तरीका है जिससे कोई भी संवेदनशील हो सकता है अब PO8 एथिक्स से संबंधित है जैसा कि आप देख रहे हैं कि PO6 भी एथिक्स के बारे में बात करता है और PO8 विशेष रूप से एथिक्स पर है PO बयान क्या है नैतिक सिद्धांतों को लागू करें और प्रोफेशनल नैतिकता और जिम्मेदारियों और इंजीनियरिंग अभ्यास के मानदंडों के लिए प्रतिबद्ध हैं खैर यह एथिक्स की बात आती है यह हमेशा उपदेश देने जैसा लगेगा लेकिन वास्तविक दुनिया में यदि आप नैतिक सिद्धांतों को लागू करना चाहते हैं यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में नैतिक सिद्धांतों को लागू करने में सक्षम हो तो इसके लिए हमें नैतिक स्वायत्तता की आवश्यकता होती है नैतिक स्वायत्तता क्या है इसका मतलब है कि कार्रवाई के आचरण और सिद्धांत व्यक्ति के स्वामित्व में हैं कि यह किसी और की जिम्मेदारी नहीं है हम अपने हाथ नहीं हिला सकते हैं और यह कह सकते हैं कि यह एक प्रणाली है जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूं और इसी तरह लेकिन यह तथ्य कि आप एक निश्चित स्थान पर काम कर रहे हैं और आप कुछ कार्य कर रहे हैं आपको उन्हें अपने पास रखना होगा इसे हम नैतिक स्वायत्तता कहते हैं इसका मतलब है कि निर्णय और कार्रवाई महत्वपूर्ण प्रतिबिंब पर आधारित हैं न कि कुछ कोड के एक निष्क्रिय अपनाने के लिए और नैतिक विश्वास और दृष्टिकोण को एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल में एकीकृत किया जाता है और प्रतिबद्ध कार्रवाई की ओर ले जाता है यह एक लंबा आदेश है जिससे हम सहमत हैं और वह भी वर्तमान में जटिल समाज में लेकिन कम से कम किसी को अपने स्वयं के विश्वास और दृष्टिकोण पर आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इसे किसी के स्वयं के व्यक्तित्व में शामिल किया जा सकता है यही है इस तरह से मैं व्यवहार करना चाहता हूं यह इस तरह की नौकरियां हैं जिन्हें मैं चाहूंगा मैं काम करना चाहता हूं मुझे यकीन है कि आपके पास समाज में बहुत सारे उदाहरण होंगे और कई बार अखबारों में बहुत सारी दिलचस्प खबरें प्रकाशित होती हैं जहां लोगों ने इस तरह के विचार किए हैं और वे अपने करियर को बदलने के लिए काम करते हैं अब प्रोफेशनल इंजीनियरिंग एथिक्स क्या हैं वे प्रोफेशनल के रूप में अपनी भूमिका में इंजीनियरों के आचरण को नियंत्रित करने वाले नियम और मानक हैं प्रत्येक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग समाज अपने चिकित्सकों के लिए आचार संहिता को परिभाषित करेगा विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग प्रथाओं में सामना करने वाली नैतिक समस्याओं की प्रकृति को समझना चाहिए इसे किसी प्रकार के केस स्टडी के रूप में दिया जा सकता है विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग अभ्यास और उनके निहितार्थ और पेशेवर निर्णय लेने के नैतिक मानदंडों को समझना चाहिए ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार आप किन परिस्थितियों में काम करने के लिए सहमत होते हैं PO8 हो सकता है इस विशेष PO को प्रोफेशनल नैतिकता पर एक समर्पित कोर्स के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है कुछ कॉलेजों में पहले से ही इस तरह के कोर्स प्रोफेशनल नैतिकता और या नैतिक अध्ययन और कुछ कोर्स प्रासंगिक कोर्सेस में उनके संकल्पों पर ध्यान देने के साथ केस स्टडी की पेशकश की जाती है अब आप किस प्रकार की गतिविधियों की योजना बना सकते हैं स्वीकार किए जाते हैं प्रोफेशनल अभ्यास से एक इंजीनियरिंग समाधान के विचलन को पहचानें उदाहरण के लिए आप हाल ही में केरला में आई बाढ़ को देख सकते हैं और जिस तरह का अंतिम इंजीनियरिंग समाधान तैयार किया गया है वह संबंधित समितियों की रिपोर्ट के विरुद्ध है और उदाहरण के लिए अमल से विचलन का प्रभाव देखा जा सकता है सुझाए गए समाधान का हल उस पर एक नजर डाल सकते हैं व्यक्तियों के विभिन्न समूहों पर इंजीनियरिंग समाधान के प्रभाव को पहचानें एक बार फिर केरला में कर्नाटक में बाढ़ या बाढ़ एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करते हैं जहां एक विशेष इंजीनियरिंग समाधान का प्रभाव आर्थिक स्थितियों या विशेष समाजों के विभिन्न समूहों पर अलग अलग होता है जिस तरह से वे काम कर रहे हैं प्रस्तुत केस स्टडी में नैतिक दुविधा को पहचानें तो नैतिक दुविधा हमेशा विकास वर्सेज स्थिरता है यह हमेशा दुविधा में होता है और बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं हो सकते हैं केस स्टडी और चर्चा इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं केस एक्शन के रूप में प्रस्तुत नैतिक रूप से जटिल परिस्थितियों में खिलाड़ियों को न्याय करने के बजाय नुकसान को कम करने और समाधान को संश्लेषित करने वाले कार्यों का प्रस्ताव करें इसलिए यदि कोई विशेष यह दुविधा जो विकास और स्थिरता के बीच मौजूद है तो विद्यार्थी एक बहस में भाग ले सकते हैं और देख सकते हैं कि वे एक समाधान के साथ आ सकते हैं जो दो आवश्यकताओं के बीच सबसे अच्छा समझौता बनाता है ये संभावनाएं हैं ये ऐसी गतिविधियाँ हैं जिन्हें प्रोग्राम में बनाया जा सकता है लेकिन निश्चित रूप से कोर्स को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है अब आते हैं PO9 में यह वह जगह है जहां इन दिनों व्यक्तिगत और टीम के काम को समझने के लिए कम से कम काफी आसान है स्टेटमेंट क्या है एक व्यक्ति के रूप में और विभिन्न टीमों में और बहु विषयक सेटिंग्स में एक सदस्य या नेता के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य पहली बात यह है कि हमने कहा कि जब आप किसी संगठन में काम करते हैं तो सभी इंजीनियरिंग गतिविधियाँ समूह की गतिविधियाँ होती हैं इस सीमा तक कभी कभी किसी विशेष गतिविधि के आधार पर आप एक टीम के सदस्य होते हैं या कभी कभी आप एक छोटी टीम के नेता होते हैं इसलिए दोनों तरह से आपको प्रभावी तरीके से काम करना होगा और फिर ये गतिविधियाँ समय समय पर बदल सकती हैं इसलिए आप विविध टीमों में काम कर रहे हैं लेकिन एक संगठन में जबकि दूसरा भाग आम तौर पर और बड़े पैमाने पर यह एक बहु विषयक गतिविधि होगी कोई भी उत्पाद या प्रणाली जिसे आप देखते हैं लेकिन 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के भीतर ऐसी बहु विषयक सेटिंग्स बनाने के लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन यह प्रयास किया जा सकता है ऐसा करना संभव है लेकिन बशर्ते सभी लोग यह मानते हों कि यह स्नातक इंजीनियरिंग प्रोग्राम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अब एक टीम के सदस्य बनने के बाद एक व्यक्ति और उसकी भूमिका की पहचान की जाती है उसकी भूमिका की पहचान की जाती है उसे सक्षम होना चाहिए एक टीम में काम करने की क्षमता का क्या मतलब है एक पहचानी गई भूमिका है वह टीम के अन्य सदस्यों के साथ व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद टीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी रूप से काम करने में सक्षम होना चाहिए यह सबसे कठिन काम है और कुछ लोग सीखते हैं और जो तेजी से सीखते हैं वह सीढ़ी में आगे बढ़ेंगे जो लोग मना करते हैं कहते हैं कि गलती हमेशा दूसरे व्यक्ति के साथ होती है वे उसके लिए भारी कीमत चुकायेंगे ठीक है उद्योग एक टीम में काम करने की इस विशेष क्षमता को इंजीनियर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक मानता है और हम किसी टीम में काम करने की व्यक्तिगत क्षमता को कैसे मापते हैं यह मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है कि टीम का सदस्य कितना अच्छा है यह मापने के लिए और मूल्यांकन की गणना करें मूल्यांकन गणना का मतलब क्या है एक बार जब आपके पास उसके लिए एक रुब्रिक होता है तो वह जो अंक प्राप्त करता है उसे अंत में उस ग्रेड में जोड़ा जाना चाहिए जो उसे उस कोर्स में मिलता है जिसमें ऐसा व्यायाम शामिल है आप केवल यह घोषणा नहीं कर सकते हैं कि हम मापेंगे वह एक अच्छी टीम के सदस्य हैं न कि इतने अच्छे टीम के सदस्य और यह भूल जाएं कि ग्रेड का इस क्षमता से कोई लेना देना नहीं है तब केवल सभी विद्यार्थी इसे गंभीरता से लेंगे विद्यार्थी को टेक्निकल अर्ध टेक्निकल और गैर टेक्निकल टीमों में सदस्यों या नेताओं के रूप में अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए और कई बार अर्ध टेक्निकल और गैर टेक्निकल दल अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स में होते हैं जैसे प्रोफेशनल समाज या अतिरिक्त गतिविधियों और त्योहारों के बाहर हैं जब भी वे संगठित होते हैं तो यह हमेशा लोगों की टीम द्वारा किया जाता है लेकिन केवल एक चयनित कुछ इच्छुक लोग ही भाग लेंगे जहां सभी विद्यार्थियों को ये अनुभव प्राप्त होने की संभावना नहीं है इसलिए एक विभाग को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जिसमें हर विद्यार्थी किसी न किसी तरह से 4 साल की अवधि के दौरान ऐसी टीमों का हिस्सा बने टीमों के सदस्य बनने पर विद्यार्थियों को कोचिंग की व्यवस्था करना सार्थक है इस तरह की कोचिंग उपलब्ध है क्योंकि विभिन्न संगठनों के HR लोग कोचिंग के लोगों को प्रभावी टीम सदस्य बनाने के लिए सुसज्जित हैं इस तरह की कोचिंग सभी विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा सकती है गतिविधियाँ क्या हैं समूह असाइनमेंट जिसमें समूह निर्णय लेने बातचीत के माध्यम से कार्य का विभाजन शामिल है यह हो सकता है समूह असाइनमेंट सख्ती से टेक्निकल हो सकता है और फिर भी उन्हें एक टीम के रूप में काम करना होगा समूह परियोजनाएं जो समूह असाइनमेंट की तुलना में थोड़ी बड़ी होती हैं जिनके लिए एक आदमी महीने या दो मैन महीने गतिविधि के बराबर की आवश्यकता होगी सह पाठयक्रम गतिविधियाँ जिन्हें एक समूह की आवश्यकता होगी ई समूहों के माध्यम से गतिविधियाँ यह एक नया आयाम है जो देर से आ रहा है जहां समूह इंटरनेट पर बनते हैं वे आमने सामने संचालन नहीं कर रहे हैं वर्तमान दिन के इंजीनियरों को उन लोगों के साथ काम करना सीखना होगा जो दिन प्रतिदिन के आधार पर नहीं हैं जिनसे आप टेबल पर नहीं मिल रहे हैं और आप केवल इंटरनेट पर बातचीत कर रहे हैं अब PO 10 संचार है एक बार फिर पहले के PO9 की तरह एक टीम में काम करने की क्षमता संचार भी उद्योग द्वारा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है एक बहुत ही आवश्यक कौशल है बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग समुदाय और समाज के साथ जटिल इंजीनियरिंग गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से संवाद करें जैसे कि प्रभावी रिपोर्ट और डिजाइन प्रलेखन को लिखने और प्रभावी प्रस्तुतीकरण करने और स्पष्ट निर्देश देने और प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं यह बहुत है यह एक महान विवरण में लिखा गया है इसमें कई चीजें हैं यही कारण है कि आप इंजीनियरिंग समुदाय के साथ प्रभावी संवाद करने में सक्षम होना चाहिए इसका मतलब है कि जिस भाषा को आप संवाद करने के लिए उपयोग करते हैं वह दूसरे व्यक्ति को पता है एक परियोजना में एक समूह यदि आप एक समूह के रूप में काम कर रहे हैं तो आप जिस भाषा में संवाद स्थापित करने के लिए उपयोग करते हैं वह भाषा समूह के सभी व्यक्तियों के लिए जानी जाती है वह साथियों के साथ संवाद कर रहा है और कभी कभी आपको बड़े पैमाने पर समाज के साथ संवाद करना होगा बड़े पैमाने पर समाज का मतलब उन लोगों से होगा जो आपकी टेक्निकल भाषा को एक ही तरह से नहीं बोलते हैं यह एक ग्राहक हो सकता है या यह सार्वजनिक व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है जो साक्षर हैं लेकिन वे इस विशिष्ट टेक्निकल भाषा को नहीं जानते हैं व्यक्ति को उनसे संवाद करने में सक्षम होना चाहिए कि आपका समूह वास्तव में क्या कर रहा है ये दो हैं यह आपके साथियों के साथ संवाद कर रहा है और बड़े पैमाने पर समाज के साथ संवाद कर रहा है और उसके शीर्ष पर आपको प्रभावी रिपोर्ट लिखने में सक्षम होना चाहिए आपको जो कुछ भी लिखने की ज़रूरत है आपको टेक्निकल रिपोर्ट या रिपोर्ट लिखने में सक्षम होना चाहिए जिसमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंटशन भी शामिल हैं और प्रभावी प्रस्तुतियाँ हैं वह यह है कि आपको केवल अपने ग्राहकों को या अपने समूह के भीतर रिपोर्ट और डिजाइन प्रलेखन नहीं लिखना चाहिए और प्रभावी प्रस्तुतियां देनी चाहिए उदाहरण के लिए यदि आपको समूह में हर हफ्ते 5 मिनट की प्रस्तुति देने के लिए कहा जाता है तो उस सप्ताह के दौरान आपने क्या किया है आपको संबंधित टेक्निकल प्रस्तुति करने में सक्षम होना चाहिए इन दिनों यह मुख्य रूप से PowerPoint प्रस्तुतियों के माध्यम से होता है और वे सरल और बहुत स्पष्ट होना चाहिए और फिर आगे आपको स्पष्ट निर्देश देने और प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए यह किसी भी तरह से भारतीय है मुझे लगता है कि हमारे पास यह विशेष कौशल नहीं है हम स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं देते हैं और न ही स्पष्ट निर्देश प्राप्त करते हैं स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने का मतलब है कि किसी तरह भारतीय एक मेनू कार्ड मोड में काम कर रहे हैं यह एक मेनू कार्ड दिया जाता है और फिर आप जो चाहते हैं उसे चुन लेते हैं उसी तरह निर्देश दिए गए हैं और आप उस चीज़ को लागू करते हैं जो आपको पसंद है जिस तरह से इंजीनियर को काम करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो इसके कई आयाम हैं इस PO को और इसके शीर्ष पर भारत में सभी औपचारिक पेशेवर इंजीनियरिंग गतिविधियाँ अंग्रेजी में आयोजित की जाती हैं और अंग्रेजी हममें से किसी एक के लिए मातृभाषा नहीं है और इस हद तक कि दोनों को रिपोर्ट लिखने के साथ साथ प्रस्तुतिकरण और कई कॉलेज बनाने के लिए पर्याप्त दक्षता प्राप्त करनी है अब उनके पास अंग्रेजी और व्यावसायिक संचार में एक पाठ्यक्रम है और लिखने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए बजाय पेशेवर लेखन के कई लेखन अभ्यासों को मूल्यांकन पाठ्यक्रम के साथ कई पाठ्यक्रमों में एम्बेड किया जाना चाहिए जिसमें शुद्धता टेक्निकल शुद्धता और लेखन कौशल से संबंधित तत्व होते हैं आपके पास कुछ रुब्रिक होना चाहिए और उस पर मार्क्स देना चाहिए यह अंततः आपके ग्रेड में परिलक्षित होना चाहिए और इसी तरह तकनीकी लेखन को परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन में पर्याप्त भार दिया जाना चाहिए इसलिए ऐसी कई गतिविधियाँ हैं जो टेक्निकल गतिविधियों की रिपोर्ट लिखने और घोषित रूब्रिकों के अनुसार मूल्यांकन करने जैसी हो सकती हैं घोषित रुब्रिकों के अनुसार मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों को साथियों के साथ प्रस्तुत करना यह एक ऐसी चीज है जिसका अभ्यास कई कॉलेजों द्वारा किया जाता है जैसे कि छोटी प्रस्तुतियाँ करना प्रस्तुत गतिविधि पर प्रतिक्रिया दें उसे कार्रवाई में लाया जा सकता है एक प्रस्तुत गतिविधि पर दी गई प्रतिक्रिया का दस्तावेज लक्ष्यों को पूरा करने में समूह के सदस्यों को प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना यह वह जगह है जहां एक बार फिर आप समूह के सदस्यों का समर्थन कैसे करते हैं इसके लिए समूह के सदस्यों के बीच पर्याप्त संचार की आवश्यकता होती है सही प्रकार का संचार अब PO11 में आना जो परियोजना प्रबंधन और वित्त से संबंधित है इसे क्या कहते हैं इंजीनियरिंग और प्रबंधन सिद्धांतों के ज्ञान और समझ का प्रदर्शन और परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए एक टीम में एक सदस्य और एक नेता के रूप में और बहु विषयक वातावरण में इन्हें अपने स्वयं के काम पर लागू करें यह एक लंबा क्रम है सबसे पहले इंजीनियरिंग की अधिकांश गतिविधियाँ यदि आप देखते हैं तो वे एक परियोजना मोड में आयोजित की जाती हैं प्रोजेक्ट मोड क्या है एक समय अवधि है जिस पर कुछ पूरा करना है वित्तीय और मानव संसाधनों की पहचान की गई है और इसे उसी के भीतर पूरा किया जाना है और किसी भी परियोजना का क्या होगा इसके लिए एक बिंदु से दूसरे तक एक योजना होनी चाहिए और मील के पत्थर क्या हैं और हम कैसे मूल्यांकन करते हैं कि क्या हम निकट हैं मील के पत्थर और फिर अगर विचलन हैं तो हम कैसे कर सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं वास्तव में क्या करना है और उदाहरण के लिए मॉनिटर करने के लिए क्या पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हैं जब आप प्रोजेक्ट मोड में काम करते हैं तो ये सभी चिंताएं होती हैं और एक परियोजना भी प्रकृति में बहुआयामी हो सकती है वहाँ हो सकता है जब आप एक उत्पाद विकसित कर रहे हैं वहाँ यांत्रिक आयाम हो सकता है विनिर्माण आयाम हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स आयाम और इतने पर हो सकता है जब कई टीमें इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं तो यह प्रकृति में बहुआयामी हो जाता है और इस विशेष PO को इंजीनियरिंग प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है कोर्सेस उपलब्ध हैं और इसे शामिल किया जा सकता है और इसे अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड मिनी और मुख्य परियोजनाओं के माध्यम से भी संबोधित किया जा सकता है मूल्यांकन के रुब्रिक्स में परियोजना प्रबंधन और लागत के आकलन के बारे में विद्यार्थी की समझ को दर्शाया जाना चाहिए इसलिए इस सब के माध्यम से हम परियोजना पर बहुत अधिक भार ला रहे हैं और PO11 गतिविधियों इंजीनियरिंग प्रबंधन और या परियोजना प्रबंधन पर एक कोर्स क्रेडिट करें अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड मिनी और प्रमुख परियोजनाएं करें एक परियोजना को लागू करने के लिए आवश्यक समय और वित्तीय संसाधनों का निर्धारण करें अपनी बैलेंस शीट से किसी संगठन के प्रदर्शन का विश्लेषण करें यह भी एक हिस्सा है PO11 को संबोधित करने का हिस्सा हो सकता है PO12 के लिए आ रहा है जीवन भर सीखने स्टेटमेंट क्या कहता है एक स्वतंत्र और जीवन भर सीखने वाले LLL में संलग्न होने की तैयारी और करने की आवश्यकता को पहचानें क्योंकि हम इसे तकनीकी परिवर्तन के व्यापक संदर्भ में कहते हैं अब यह कोई नई बात नहीं है जैसा कि हम पिछले दो या तीन दशकों में जानते हैं टेक्नोलॉजी के परिवर्तन की दर बहुत महत्वपूर्ण है और आज आप जो जानते हैं वह दो या तीन वर्षों में पुरानी हो सकती है और कभी कभी अप्रासंगिक भी हो सकती है ज्ञान अप्रासंगिक है तो आपके लिए एक के काम करने के लिए हमें पेशेवर अवधि 30 35 वर्षों की तरह कैरियर अवधि आपको अपने ज्ञान के आधार को कई बार ओवरहल करना पड़ सकता है तो एक प्रमुख कौशल जो आवश्यक है वह यह है कि किसी भी इंजीनियर को सक्षम होना चाहिए उसके पास औपचारिक स्कूली शिक्षा के अंत तक स्वयं की शिक्षा जारी रखने की क्षमता होनी चाहिए जब आप अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा लिखते हैं तो यह हमारी सीख वास्तव में बंद नहीं होती है यह संभवतः उस समय शुरू होता है और केवल स्नातक स्तर पर आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ किसी के करियर में प्रगति संभव नहीं है यह बहुत स्पष्ट है जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं यदि विद्यार्थियों को स्वयं को पढ़ाने के लिए प्रेरित और सुसज्जित करना है तो उनकी औपचारिक शिक्षा को पूर्व निर्धारित सामग्री के प्रस्तुतीकरण से परे जाना चाहिए अभी देखिए कि हमारे पास पूर्वनिर्धारित सामग्री है और हमारे परीक्षण किए गए हैं या संपूर्ण मूल्यांकन पूर्व निर्धारित सामग्री की इस प्रस्तुति पर आधारित है और यहीं समस्या आती है इसलिए आपके मूल्यांकन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो पूर्व निर्धारित सामग्री से परे हो जीवन भर सीखने को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में विद्यार्थियों को अपनी सीखने की प्रक्रिया को समझने में मदद करना शामिल है यह हमने अपने अनुभव में पाया है विशेष रूप से कुछ क्षेत्रीय या स्थानीय में आप इसे tier 2 या tier 3 संस्थानों में से एक कहते हैं समस्याओं में से एक यह है कि उनकी सीखने की प्रक्रियाओं की उनकी समझ को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है और यह हम संबोधित करने जा रहे हैं जिसे हम ज्ञानवर्धक ज्ञान कहते हैं यही है एक को पता होना चाहिए कि वह कितना जानता था और उसे कितना सीखना है उस ज्ञान को उसके सामने प्रस्तुत करना होगा ठीक है तो कई अभ्यास हैं जो विद्यार्थियों को अपनी सीखने की प्रक्रिया को समझने में मदद कर सकते हैं और विद्यार्थी को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए और ऐसा माहौल बनाना जो विद्यार्थी की सफल होने की क्षमता में विश्वास को बढ़ावा दे विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा और शिक्षा को उनके हितों और लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिक बनाने में मदद करना इन चीजों को अनुदेश में परिलक्षित करना होगा जिस तरह से शिक्षक संभालते हैं और निर्देश हमारे तीसरे मॉड्यूल होंगे जहां इन गतिविधियों को अधिक विस्तृत विचार के लिए लिया जाएगा स्व शिक्षा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को कई मुख्य कोर्सेस में शामिल किया जा सकता है इस परिणाम की प्राप्ति को मापने के लिए रुब्रिक्स विकसित करने की आवश्यकता है ठीक है वे हो सकते हैं कि मैं आप अपने काम के कुछ प्रकार या एक पढ़ने के अभ्यास को शामिल कर सकते हैं जो पूर्व निर्धारित सामग्री से परे है और फिर आपके पास यह मापने के लिए रुब्रिक्स हो सकते हैं कि उसने किस हद तक किया है सभी प्रकार की परियोजनाएं आम तौर पर स्व शिक्षा को बढ़ावा देती हैं सभी प्रकार की परियोजनाएं आम तौर पर आत्म संवर्धन को बढ़ावा देती हैं लेकिन माप के लिए उपयुक्त रुब्रिक आवश्यक हैं तो PO12 की गतिविधियों में परियोजना की शुरुआत में आवश्यक ज्ञान और कौशल का निर्धारण करना शामिल है एक रिपोर्ट लिखना और या एक उत्पाद या प्रक्रिया विकसित करना आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए रणनीति विकसित करें तो आप पूछ सकते हैं कि जब वह किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो वह कौन सी रणनीति अपना रहा है वह खुद यह लिखते हुए कि विद्यार्थी का ध्यान उस पर आएगा कि वास्तव में उसे क्या करना है और वह उस विशेष रणनीति को लिख सकता है कक्षा के बाहर आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल करें बोर्ड पर प्रस्तुतिकरण की समस्याओं को हल करने वाले शिक्षक पर निर्भर न रहें लेकिन उन्हें कक्षा के बाहर कुछ काम करने में सक्षम होना चाहिए व्यावसायिक विकास पेशेवर समाज गतिविधियों और सह पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लें उन सभी को जीवन भर सीखने को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने की संभावना है अब असाइनमेंट में आ रहे हैं कृपया दो उदाहरण गतिविधियाँ दें जो आपके द्वारा सिखाए गए और सीखे गए पाठ्यक्रमों से इन 7 PO को संबोधित करते हैं इसलिए परियोजनाओं से संबंधित नहीं हैं उन पाठ्यक्रमों से जिन्हें आपने पढ़ाया है या सीखा है कुछ नमूना गतिविधियों को देने का प्रयास करें यह वास्तव में एक महान योगदान होगा और साथ ही यह इन 7 PO के लिए आपके ध्यान में लाएगा और अगली यूनिट हम लर्निंग के टैक्सोनॉमी में आगे बढ़ेंगे सीखने की वर्गीकरण को समझने में शिक्षक को निर्देश और मूल्यांकन की योजना बनाने में बहुत मदद मिलेगी क्योंकि एक के लिए शिक्षक हैं शिक्षकों को अन्य शिक्षकों के साथ या उन छात्रों के साथ संवाद करना होगा जिनके लिए एक सटीक भाषा की आवश्यकता होती है जो संवाद करने के लिए और सीखने की वर्गीकरण प्रदान करेगा और यूनिट 9 मुख्य रूप से दो कॉगनिटिव स्तरों पर ध्यान केंद्रित करता है जो याद रखें और समझें ठीक है तो यह अगली यूनिट का लक्ष्य होगा ध्यान देने के लिये धन्यवाद